वापस से आपका स्वागत है तो हम वितरण शब्दार्थों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इस हफ्ते के चौथे व्याख्यान और पांचवें व्याख्यान में हम एक और बहुत ही दिलचस्प विचार के बारे में बात करेंगे जो शब्द एम्बेडिंग है जो वितरण शब्दार्थ से आते हैं तो शब्द एम्बेडिंग क्या हैं इसलिए जब हम शब्द एम्बेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वे शब्द वैक्टर की तरह हैं तो वैक्टर शब्द वजन के सरल वैक्टर के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए हमने इन कारकों के बारे में बात की तो आपके पास कुछ आयाम हैं और वे इस सेट के आयामों और उनके विभिन्न भारों को निरूपित करते हैं तो अब हमने इस एक हॉट एन्कोडिंग के बारे में भी बात की जो n आयामों में से केवल एक आयाम 1 है बाकी सब 0 के रूप में और ये आयाम उस विशेष शब्द के सूचकांक के अनुरूप हो सकते हैं जिसे हम सेट करना चाहते थे अब और हमने देखा कि अगर हम एक हॉट एन्कोडिंग का उपयोग कर रहे हैं तो हम शब्दों के बीच समानता की गणना नहीं कर सकते इसलिए अगर मोटल और होटल विभिन्न स्थानों पर एक होगा और अगर हम समानता की गणना करते हैं अगर हम इसका AND करते हैं तो यह 0 होगा इसलिए यह शब्दों के बीच शब्दार्थ समानता के लिए अनुकूल नहीं है तो अब हम एक सरल उदाहरण लेते हैं तो एक शब्दावली है जिसमें केवल पाँच शब्द हैं राजा रानी आदमी औरत और बच्चा इसलिए मेरे पास पांच आयामों में वैक्टर हैं इसलिएहम रानी को इस तरह से एनकोड कर सकते हैं तो दूसरे आयाम में रानी का वजन 1 है जो रानी के सूचकांक से मेल खाता है और इसका वजन 0 और अन्य आयाम है और हम गणना नहीं कर पाते की राजा और रानी समान हैं इस पद्धति का उपयोग करके रानी और बच्चे समान कैसे हैं इसलिए हम कोई सार्थक तुलना नहीं कर सकते हम केवल यह पता लगा सकते हैं कि क्या ये दो शब्द समान हैं इसलिए यह बहुत दिलचस्प नहीं है इसलिए वितरणात्मक वर्णन में क्या होता है या इसलिए हमने इसे शब्द एम्बेडिंग भी कहा है कि कॉर्पस में किसी भी शब्द wi को एम्बेडिंग द्वारा वितरित वर्णन दिया है तो हमारे पास एक निश्चित आयाम है जैसे कि डी डायमेंशनल वेक्टर और हम इन आयामों में प्रत्येक शब्द का वर्णन करते हैं और हम उन्हें विभिन्न भार प्रदान करेंगे और इन भारों को किसी विधि द्वारा सीखा जाना है और हम बात करेंगे कि वह कौन सी विधि होगी जिससे हम इन भारों को सीखेंगे इसलिए विचार यह है कि हमारी शब्दावली में प्रत्येक शब्द हम कुछ निश्चित आयामों में उनका वर्णन करने का प्रयास करेंगे तो यह एक विचार है इसलिए जैसे हमारे पास भाषा विज्ञान शब्द है और हम इस शब्द को कुछ निश्चित आयामों में निरूपित कर सकते हैं यहाँ d 8 है इसलिए 8 आयाम हैं तो यह विभिन्न आयामों में अलग अलग वजन है और इसी तरह सभी शब्दों का वर्णन इसी तरह किया जाएगा उसी तरह डी आयामों में उनके अलग अलग वजन हैं तो हमारा वितरणात्मक वर्णन क्या है तो कई सौ आयामों के साथ एक वेक्टर लें इसलिए यह 100 50 300 1000 हो सकता है अब प्रत्येक शब्द इन तत्वों में भार के वितरण द्वारा दर्शाया गया है इसलिए प्रत्येक वेक्टर इन आयामों में भार के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए वेक्टर और एक शब्द में एक तत्व के बीच एक से एक मैपिंग के बजाय आपके पास प्रत्येक शब्द का एक वितरित वर्णन है और इसका उपयोग करके आप समानता को पकड़ सकते हैं तो दो शब्द समान हैं या नहीं यदि उनके पास कई आयामों में समान भार हैं तो वे समान होंगे और इस तरह से हम शब्दों के बीच समानता को पकड़ सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे वेक्टर में प्रत्येक तत्व या प्रत्येक आयाम कई शब्दों की परिभाषा में योगदान कर सकते हैं तो आयाम क्या संकेत कर सकते हैं यह सिर्फ दृष्टांत में है यह शाब्दिक अर्थ नहीं है इसलिए यह है कि आप यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ये आयाम क्या हैं तो मान लीजिए कि हमारे वितरणात्मक निरूपण के सभी आयामों को हम कुछ काल्पनिक लेबल द्वारा लेबल कर सकते हैं तो हमारे एल्गोरिथ्म में कुछ लेबल नहीं हो सकते हैं जैसे कि कुछ बहुत अच्छे लेबल यह संभव है कि ऐसा मैन्युअल रूप से भी न करें लेकिन यह बस इसे समझने के लिए है मान लें कि इसलिए डी आयाम हैं तो आप इन विषयों पर एक लेबल असाइन कर सकते हैं कुछ अवधारणाएं जैसे कि हमारे आयाम रॉयल्टी मर्द स्त्री उम्र और इसी तरह हो सकते हैं ये हमारे आयाम हैं और मान लें कि इन आयामों में प्रत्येक के लिए वजन उस अवधारणा के कितने करीब है इसलिए उदाहरण के लिए शब्द राजा रॉयल्टी की एक घनिष्ठ अवधारणा के करीब है तो यह राजा रॉयल्टी की अवधारणा के बहुत करीब है इस आयाम में इसका वजन अधिक है 099 यह मर्द के बहुत करीब है इसलिए इसका उच्च वजन 099 है लेकिन स्त्री में बहुत कम वजन है मान लीजिए कि एक उच्च वजन का मतलब है यह बड़ा है इसलिए यह 07 है इसी तरह रानी के लिए क्या होगा रॉयल्टी को एक उच्च वजन मिलेगा हां लेकिन मर्द और स्त्री सिर्फ विपरीत होंगे और उम्र फिर से 36 हो सकती है अब महिलाओं और राजकुमारों को ले लो महिलाओं को महिलाओं के मामले में रॉयल्टी उच्च वजन के मामले में बहुत कम वजन होगा और राजसी के मामले में राजकुमारी का वजन अधिक होगा और स्त्री के मामले में उच्च वजन और उम्र के मामले में बहुत कम वजन होगा और यह केवल दृष्टांत के लिए है इसलिए विचार यह है कि हम निश्चित आयामों के बजाय अपने सभी शब्दों का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आयाम छिपे हुए हैं वे कुछ अवधारणाओं के अनुरूप अवधारणाओं के संयोजन से मेल खाते हैं और इसी तरह और भी हो सकता है हम यह नहीं जानते कि एल्गोरिथ्म भी असाइन नहीं करता है लेकिन हम मानेंगे कि ये आयाम कुछ अवधारणाओं के अनुरूप हैं और अब प्रत्येक शब्द को इन अवधारणाओं के बीच वितरण के रूप में लिखा जा सकता है और फिर हमदो शब्दों को माप सकते हैं कि वे विभिन्न अवधारणाओं पर कितने समान हैं यह विचार है मुख्य प्रश्न यह है कि हम इस प्रतिरूप को कैसे पकड़े कि हम इस निश्चित आयाम में विभिन्न शब्दों को निरूपित कर सके तो अब हम देख सकते हैं कि इस तरह के एक वेक्टर कुछ सार तरीके से अर्थ को निरूपित कर रहे है तो अब हमारा आयाम आकार क्या है तो हमारा आयाम डी हो सकता है अगर हम 50 से 1000 तक शुरू कर रहे हैं और ध्यान से यह है कि शब्द जो अर्थ में समान है उनके पास समान एम्बेडिंग या समान वर्णन होना चाहिए अब यदि आप SVD विलक्षण रूप से विघटित होने वाले SVD के बारे में जानते हैं जो कि कुछ प्रकार की एम्बेडिंग विधि भी है जो कुछ कम आयामों में वैक्टर को परिवर्तित करती है तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप विलक्षण के बारे में पढ़ें जो कि एक उचित वियोजन है इसके लिए एक और नाम नवीनतम समरूपता अनुक्रमण है लेकिन हम आपको बहुत संक्षेप में बताएंगे कि एसवीडी का विचार क्या है इसलिए हमने इस सह घटना मैट्रिसेस के बारे में बात की तो यह हमारा मैट्रिक्स A है इसलिए ये लक्ष्य शब्द हैं ये प्रतियोगिता शब्द हैं और इस मैट्रिक्स में कुछ प्रविष्टियाँ हैं अब एक समस्या क्या है मैट्रिक्स यह बहुत उच्च आयामी हो सकता है इसलिए प्रत्येक शब्द में 500 k आयामी निरूपण कहा जा सकता है तो यह अलग अलग शब्दों के साथ सह घटना क्या है और ये शब्द उम्र की संख्या 500 k हो सकती है और कुछ मामलों में इससे भी अधिक हो सकती है इसलिए अब हम एक वितरण निरूपण को एक कम आयामी निरूपण देना चाहते हैं तो क्या विचार होगा इसलिए हम प्रमेय का उपयोग करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स कहता है जिसे यू सिग्मा वी परिवहन के रूप में लिखा जा सकता है और इन यू सिग्मा और वी के कुछ गुण हैं लेकिन यह सिग्मा एक विकर्ण मैट्रिक्स है और संस्थाएं एकवचन मान हैं तो आप इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं कि यह मैट्रिक्स विलक्षण मूल्यों के लिए विशेष रूप से वियोजन क्या है अब जब आपके पास इस प्रारूप में यह मैट्रिक्स है तो यह वही मैट्रिक्स है तो विचार यह है कि आप अनुमानित a k रैंक लेते हैं इसका मतलब है कि आपके पास विलक्षण मूल्य हैं जो वे घटते क्रम में व्यवस्थित हैं और आप केवल उच्च मान वाले विलक्षण को ले लेते हैं और आप यह सब u sigma और v के लिए करते हैं हमने केवल शीर्ष k प्रविष्टियाँ ली हैं तो केवल k की पहली प्रविष्टियाँ जो कि u के अनुरूप उच्च एकवचन मान जो कि k sigma k V k transports हैं और यह हमारा k सबसे ऊपर रैंक हैं मैट्रिक्स A में इसलिए अब यह U मेरे निम्न आयामी निरूपित करेगा तो पहले U समान आयामों में हो सकता है U 500 k आयाम 500000 में फिर से हो सकता है लेकिन मान लीजिए कि आप केवल 100 को चुनने की कोशिश कर रहे हैं आप यहाँ से केवल पहले सौ आयाम लेंगे और यह एक कम आयामी निरूपण होगा u v के लिए और इसी तरह तो SVD भी एक प्रकार का एम्बेडिंग है इसलिए प्रत्येक शब्द आप केवल शीर्ष मामले के एकवचन मानों द्वारा कुछ आयामों को एम्बेड कर सकते हैं लेकिन हम यहां SVD की बात नहीं कर रहे हैं हम इस निरूपण की गणना के लिए वेक्टर विधि शब्द के बारे में बात करेंगे इसलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इन शब्द वैक्टरों के साथ अलग अलग कार्य क्रम क्या हैं ओह क्षमा करें कि आप इन शब्द वैक्टरों की गणना कैसे करते हैं आइए देखते हैं कि वे इस डोमेन में बहुत रुचि वाले क्यों पाए जाते हैं और उनके पास अलग अलग कार्य क्या हैं जिसमें उनका उपयोग किया गया है तो हमें क्या पता चला है कि ये अभ्यावेदन कुछ अर्थ पूर्ण वाक्यात्मक और अर्थ संबंधी नियमितताओं को बहुत ही सरल तरीके से कैप्चर कर रहे हैं तो वह क्या है इसलिए हम शब्दों के बीच के संबंध के बारे में बात करने के लिए वेक्टर ऑफ़सेट का उपयोग कर सकते हैं और शब्दों के अन्य युग्म की तुलना में दो शब्द समान हैं इसलिए उदाहरण के लिए हम कार और कारों लड़के और लड़कों बैग और बैग जैसे शब्दों के बीच एकवचन बहुवचन संबंध को पकड़ना चाहते हैं और इसी तरह और भी और मान लीजिए हमें नहीं पता कि क्या एकवचन और बहुवचन शब्द हैं तो क्या हम शब्द निरूपण का उपयोग करके उसे पकड़ सकते हैं तो हमें क्या लगता है कि प्रत्येक वेक्टर x i के लिए प्रत्येक शब्द i के लिए आपके पास वेक्टर x i है इसलिए हम वेक्टर ऑफ़सेट ले सकते हैं और वे बहुवचन जोड़ी के लिए एकवचन के समान होंगे इसलिए यदि हम एक्स ऐप्पल माइनस एक्स एप्पल की गणना करने की कोशिश करते हैं जो एक्स कार माइनस एक्स कार्स के बहुत करीब आ रहा है इसी तरह एक्स परिवार माइनस एक्स परिवारों और इतने पर ऐसे ही यही कारण है कि हम इनमें से वैक्टर की गणना करते हैं और अगर हम वेक्टर ऑफ़सेट ऐप्पल माइनस ले लेते हैं तो कार माइनस कार के रूप में फैमिली माइनस फैमिली के समान ऑफसेट होते हैं और यह बहुत दिलचस्प होते है यह वैसा नहीं है जिसके लिए इस वैक्टर को प्रशिक्षित किया जाता है लेकिन वे बहुत नियमित रूप से इस नियमितता को पकड़ रहे हैं तो यह ऐसा होगा और क्योंकि वे ऐसी नियमितताओं को कैप्चर कर रहे हैं जिनका उपयोग विभिन्न तर्क कार्यों के लिए किया जा सकता है जैसे सादृश्य कार्य a से b करना है जैसा कि c को है इसलिए जैसे कि पुरुष बनाम महिला वैसे ही चाचा बनाम और आप चाची जवाब के रूप में देंगे लेकिन क्या मेरा मॉडल यह जवाब दे सकता है कि पुरुष ने मुझे पुरुष महिला की जोड़ी दी है और अगली जोड़ी के लिए पहला शब्द चाचा है अगला शब्द क्या हो सकता है तुम चाची का पता लगाते हो और यही वह शब्द है जिसे वैक्टर ने आपके लिए बहुत उपयोगी माना है वे कार्य के इन सादृश्य प्रकारों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और हम कैसे करते हैं कि वे सरल वेक्टर ऑफ़सेट विधि का उपयोग करते हैं तो आइए एक उदाहरण देखें तो यहाँ तो यह विचार है इसलिए हमारे पास दो आयामी प्लेन में हमारे वैक्टर निरूपित हैं तो आप किसी भी 100 आयामी वैक्टर को दो आयामी प्लेन में कैसे परिवर्तित करते हैं आप उन्हें कुछ कम आयाम में प्रोजेक्ट करने के लिए प्रमुख घटक विश्लेषण पीसीए या कुछ अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यह यहाँ किया गया है द्वि आयामी प्लेन तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं तो यह बाहर महिला और पुरुष होगा जो चाचा और चाची और राजा और रानी में देखा गया है और यह एक बहुत अच्छी नियमितता है इसी तरह यहां एकल बहुवचन राजा से राजाओं और रानी से रानियां के लिए भी समान ऑफसेट हैं तो हम उस अनुरूप परीक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं तो फ्रांस और पेरिस जैसे एक निश्चित संबंध के साथ आपको कौन सा सादृश्य परीक्षण कार्य दिया गया है रिश्ता क्या है तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है अब हमें विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं और आपको यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सा उदाहरण समान संबंध प्रदर्शित करता है इसलिए कि क्या इटली रोम का देश की राजधानी के रूप में संबंध है जापान टोक्यो और फ्लोरिडा तल्हासी में से इनका एक ही रिश्ता है तो क्या हमारा वेक्टर निरूपण इसे पकड़ सकता है इसलिए एक दिए गए उदाहरण से आप दूसरे उदाहरण का पता लगा सकते हैं और इसी तरह समानता के लिए बड़ा बड़े के लिए क्या आप पता लगा सकते हैं छोटा छोटे कोल्ड कोल्डर क्विक क्विकर और मियामी फ्लोरिडा इसी तरह क्या आप और उदाहरणों का पता लगा सकते हैं और वे ऐसा कैसे करते हैं इसलिए मेरे पास यह कार्य है a b तक c क्या है इसलिए उदाहरण के तौर पर पुरुष बनाम स्त्री उसी तरह राजा बनाम क्षमा कीजिएगा पुरुष बनाम स्त्री उसी तरह राजा बनाम क्या और वे ऐसा कैसे करेंगे तो एक सरल विचार यह है कि महिला और पुरुष के बीच वेक्टर ऑफ़सेट को ले जाएं और इसे राजा में जोड़ें तो महिला घटाओ पुरुष का पता लगाएं इसे राजा में जोड़ें लेकिन आप रानी शब्द का कैसे पता लगा सकते हैं सामान्य तौर पर यह सटीक मिलान नहीं हो सकता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से शब्द करीब आ रहे हैं तो यह विचार है तो हमें करने के लिए a b और c क्या है तो मेरे वेक्टर निरूपण में क्या होगा ab या c हम यह पता लगाना चाहते हैं कि d शब्द क्या है तो हम क्या करेंगे हमारे पास प्रत्येक शब्द के वैक्टर हैं तो हम पता कर लेंगे कि ऑफसेट wb माइनस wa जमा c क्या होगा अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से वैक्टर इसके समान हैं हम इसे लिखते हैं और जहां वैक्टर होते हैं वह इस के समान हैं तो हम पता लगा सकते हैं सभी शब्द डब्लू आई की समानता की जो हमारे कॉरपस में है और हम इसे सामान्य कर सकते हैं डब्लू बी तथा डब्लू ए के अंतर में डब्लू सी जोड़करइसलिए यह एक सामान्य स्थिति है यह सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और हम अपने कॉर्पस में कुल मिलाकर w i लेते हैं तो सभी शब्द वैक्टर हैं इसलिए मुझे पता लगा कि इसमें कौन से शब्द करीब आ रहे हैं इसलिए जब हम इन ऑफसेट को इस शब्द में जोड़ते हैं तब भी निकटतम शब्द क्या है और हमारा जवाब है उदाहरण के लिए यदि आप यहां ऐसा करते हैं तो पाएंगे कि रानी शब्द आता है और यह हमने कई अलग अलग मामलों में दिखाया है जैसे कि देश और राजधानी वैक्टर चाइनाबेइजिंग रूस मॉस्को जापान टोक्यो और जो आप यहां देख रहे हैं वैक्टर के बीच के उतार चढ़ाव इन सभी मामलों में बहुत नियमित हैं और यह सिर्फ वैक्टर शब्द से निकल रहा है और समाचार पत्रों की तरह अधिक सवाल तो न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क टाइम्स संदर्भ समय 1712 बाल्टीमोर और बाल्टीमोर सन सैन जोस मर्करी न्यूज और भी कई सारे विभिन्न एनबीए टीमों डेट्रायट डेट्रोइट पिस्टन और इतने पर एयरलाइंस ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियन एयरलाइंस बेल्जियम ब्रुसेल्स एयरलाइंस और कंपनी के अधिकारी तो आप क्या देख रहे हैं कि यह एक सामान्य संबंध भी पकड़ रहा है सामान्य तौर पर कोई भी संबंध जो दो शब्दों के बीच में हो सकता है इसलिए यदि आप दो शब्दों को एक संबंध के साथ खोज रहे हैं तो आप कुछ अन्य शब्दों का पता लगा सकते हैं जिनका संबंध हम इस वेक्टर ऑफ़सेट विधि द्वारा सरल कर रहे हैं तो जोड़े के बीच वेक्टर ऑफसेट का पता लगाएं क्या यह हमारे प्रारंभिक उदाहरण के वेक्टर ऑफसेट के समान है इसलिए यह समस्या है जो हमने वितरण शब्दार्थों के संरचित मॉडल के मामले में भी निपटा दी है जो हम जोड़ी पैटर्न मैट्रिक्स बना रहे थे और फिर सह घटनाओं को कैप्चर कर रहे थे शब्द वैक्टर के मामले में भले ही आपको जोड़े और पैटर्न द्वारा शुरू नहीं किया गया हो भले ही आपको शब्द एम्बेडिंग शब्द वैक्टर के साथ ही पता चला हो इससे इस कार्य को करने में और भी मदद मिली और यह बहुत ही रोचक पहलुओं में से एक था इसी तरह यहां हम एक तत्व वार जोड़ सकते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास जर्मन के लिए एम्बेडिंग है आपके पास एयरलाइंस के लिए एम्बेडिंग है और यदि आप इन दोनों एम्बेडिंग को जोड़ते हैं और ऐसे शब्दों का पता लगाएं जो अब नए वेक्टर के करीब आ रहे हैं और आपको यहां आने वाले कुछ बहुत ही दिलचस्प शब्द मिलते हैं जैसे चेक प्लस मुद्रा और आपको पता चलता है कि आप बहुत करीब है वियतनाम प्लस कैपिटल फिर से शब्द सेट अप बहुत करीब जर्मन प्लस एयरलाइंस आप पाते हैं लुफ्थांसा एयरलाइन और लुफ्थांसा एक वाहक इतने पर रूसी नदी या आपको मास्को फ्रेंच प्लस अभिनेत्री जैसे शब्द मिलते हैं और आप कुछ फ्रांसीसी अभिनेत्री पाते हैं और यह फिर से कुछ दिलचस्प पहलू था तो आपके पास दो शब्दों का एम्बेडिंग हो सकता है और यदि आप कुछ ऐसी चीज़ों की रचना करते हैं जो इन शब्दों की रचना है तो यह एक सामान्य विधि नहीं है तो यह कुछ मामलों में सामने आ रहा था जो सभी मामलों के लिए सही नहीं हो सकता है लेकिन यहां तक कि कुछ मामलों में दिलचस्प अवलोकन में भी सामने आ सकता है तो अब हम इन शब्द वैक्टर को कैसे पकड़ते हैं हम इस शब्द वैक्टर की गणना कैसे करते हैं अब मूल विचार यह है कि हम फिर से सह घटनाओं में वापस जाएंगे हम सह घटनाओं का उपयोग करने का प्रयास करेंगे लेकिन सह घटनाओं को एक कोष से गिनने के बजाय हम क्या कहेंगे मुझे एक वाक्य दिया जाता है एक शब्द है और प्रतियोगिता वहाँ है प्रतियोगिता से शब्द या शब्द से प्रतियोगिता की भविष्यवाणी करने का प्रयास करें और यदि आप भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हैं तो अपने वजन को अपडेट करने का प्रयास करें और यह विचार होगा यह कुछ प्रारंभिक वैक्टर के साथ शुरू होता है उन वैक्टर का उपयोग करके भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है प्रतियोगिता से लक्ष्य क्या करना है लक्ष्य के बाद क्या होगा यदि यह मैच आपके वैक्टर को अपडेट नहीं कर रहा है तो सभी कोड और साथ ही सीखे हुए वैक्टर यहां उपलब्ध हैं तो आप वास्तव में इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कई कार्यों के लिए भी इनका उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन हम चर्चा करेंगे कि ये शब्द वैक्टर कैसे आते हैं तो सामान्य तौर पर इन मॉडलों के दो अलग अलग रूप हैं ताकि इन शब्द एम्बेडिंग को पकड़ने की कोशिश की जाए और शब्द मॉडल और स्किप ग्राम मॉडल को वापस जारी रखने के लिए उन्हें CBOW कहा जाता है और हम आपको जल्दी से जाते हैं कि ये क्या हैं और हम अगले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे तो शब्द मॉडल के निरंतर बैक में आप क्या कर रहे हैं इसलिए हम प्रतियोगिता ले रहे हैं इसलिए आप वर्तमान शब्द w t पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं आप पिछले शब्दों को ले रहे हैं तो यह वास्तव में पिछले शब्दों की किसी भी संख्या और अगले शब्दों के लिए हो सकता है और आप केंद्र शब्द की भविष्यवाणी करने के लिए उन का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए प्रतियोगिता का उपयोग करके लक्ष्य शब्द या केंद्र शब्द की भविष्यवाणी करें स्किप ग्राम मॉडल में आप जो कर रहे हैं वह केंद्र शब्द का उपयोग कर रहा है और संदर्भ शब्दों की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा है तो इन एम्बेडिंग को सीखने के दो अलग अलग तरीके हैं तो विचार यह होगा कि हम कुछ शुरुआती वैक्टरों के साथ शुरू करेंगे अब संदर्भ वैक्टरों का उपयोग करके हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा केंद्र वेक्टर क्या है अगर हमें मैच नहीं मिल रहा है तो हमअपने अलग वैक्टर सेंटर के साथ साथ संदर्भ को भी अपडेट करेंगे और यह हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम उच्च प्रत्यय प्राप्त करने की भविष्यवाणी नहीं कर सकते या हम कुछ बिंदुओं पर परिवर्तित नहीं कर पाते जहां हमारे वैक्टर नहीं बदल रहे हैं और ये वेक्टर्स जो हम इस विधि से सीख रहे हैं वे हमारे शब्द वैक्टर होंगे और हम उन दोनों को शब्द मॉडल और स्किप ग्राम मॉडल के निरंतर बैक में थोड़ा अलग करते हैं तो अगले व्याख्यान में हम क्या करेंगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम इन वैक्टरों को कैसे सीखते हैं